Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 23 Circuit Theorems Contd तो हम यहां इस पर वापस आ गए है Refer Slide Time 0019 r R का पता लगाना है जिसमें r R है R के बीच में R का मतलब R2 है लेकिन यहां एक नियंत्रित धारा स्रोत है यदि नियंत्रित धारा स्रोत है तो बेहतर है कि एक नियंत्रित धारा को एक स्वतंत्र विधुत धारा स्रोत या वोल्टेज स्रोत कहा जाता है यहां एक स्वतंत्र धारा स्रोत रखा जाएगा यहां एक स्वतंत्र धारा स्रोत रखा जा सकता है तो यह 1 एम्पीयर है क्योंकि यहां वोल्टेज देखना है V0 और यह स्वतंत्र धारा वर्तमान i0 1 एम्पीयर है i0 1 एम्पीयर इसका मतलब है यह वोल्टेज V0 पर है इसका मतलब है कि r R इनपुट यानी r R2 R2 r V0 जोकि i0 i0 1 एम्पीयर लेगा Refer Slide Time 0119 इसलिए हम इसे यहाँ और स्पष्ट कर देते है तो अब अगर सर्किट में देखें तो सारा स्पष्टीकरण यहाँ दिया हैं लेकिन सीधे यहां जा रहे हैं हमने अभी बताया तो यहाँ 1 एम्पीयर क्या कॉल करें और स्वतंत्र करंट सोर्स यहाँ डालें तो यह वोल्टेज वास्तव में यह वोल्टेज r V यह वोल्टेज V V लिया जाता है और करंट i होता है अत R2 Vi हो जाएगा तो हमे अंतिम रूप से V प्राप्त करना है तो सवाल यह है कि तो अगर i ने 1 एम्पीयर लिया है तो Vi V1 Vi का अर्थ है यदि v का मान प्राप्त करें तो हम जानेंगे कि r क्या है जिसे r R2 कहते हैं तो हम इसे स्पष्ट कर दे कि इसे थोड़ा ऊपर जाने दें Refer Slide Time 0200 तो इस मामले में इस सर्किट के लिए हम क्या कर सकते है यह सामान्य नोड है यह r भी सामान्य नोड है तो यहाँ r i 1 एम्पीयर करंट प्रवेश कर रहा है यह एक सामान्य नोड है और इस वोल्टेज V का अर्थ है नोडल विश्लेषण से यह एक सामान्य नोड है तो V और V क्योंकि यह r कुछ भी नहीं है यह एक सामान्य नोड है तो Va और V का अर्थ यहां सामान है इसका मतलब है कि कि i इस r में प्रवेश कर रहा है इसमें क्या कॉल करें यदि KCL यहां लागू होता है अगर यहां KCL लागू होता है तो i प्रवेश कर रहा है इसमें तो उस स्थिति में i 1 एम्पीयर तो यह r i i 1 एम्पीयर पर है तो एक दूसरा करंट 32 ix भी प्रवेश कर रहा है तो 3 2 ix ये 2 धारा दोनों प्रवेश कर रहे हैं और यह धारा इस शाखा को जा रही है यह V25 होगा तो यहाँ यह V25 है एक और वोल्टेज Vis यहाँ भी और यह 50 है तो यहाँ यह इस बात को छोड़ देगे कि यह V50 होगा क्योंकि यह वास्तव में जो कर सकता है वह इसे नोडल मेकिंग की तरह कर सकता है तो यहाँ यह V 50 है तो V 25 V 50 1 3 बटा 2 r ix लेकिन सवाल यह है कि यह ix दिया गया है वास्तव में यह r ix है तो ix वास्तव में r V 50 यानी इस एक्सप्रेशन में भी 32 को V50 में डाल दें फिर v का हल मिल जाएगा तोहम यह स्पष्ट कर दे आशा है कि आप यह समझ रहे होगे Refer Slide Time 0353 तो अगर ऐसा है तो ix V50 डालकर हल करें Refer Slide Time 0359 V 333 वोल्ट मिलेगा और R2 बताया है कि यह केवल v होगा तो यह 333 Ω है अगला r 4 बिंदु है जो उदाहरण 18 है चित्र 46 में दिखाए गए सर्किट के थेवेनिन समकक्ष का पता लगाएं Refer Slide Time 0413 तो थेवेनिन समकक्ष का पता लगाना होगा जो Voc VThevenin और R2 है तो यह खुला है तो यहाँ कोई धारा नहीं बह रही है यहां कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है लेकिन उस समय Voc या VTheveninकी गणना के लिए k V l लगाना होगा तो r प्राप्त करने के लिए VThevenin को क्या कहते हैं और यहां कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है क्योंकि यह खुला है और यह वोल्टेज V है अर्थात यह एक सामान्य टर्मिनल है तो r वोल्टेज V है और यह 100 वोल्ट है तो यहां कोई विद्युत तत्व नहीं है इसका मतलब है कि यह बिंदु वोल्टेज 100 वोल्ट है और यदि मै I है तो यह ग्राउंडेड है तो भूमि के संबंध में तो यह कोई विद्युत तत्व नहीं है तो यह बिंदु वोल्टेज 100 वोल्ट है और यह 2 यह वास्तव में एक सामान्य नोड है जिसमें कोई विद्युत तत्व नहीं है तो यदि ऐसा है तो यदि इस नोड को छोड़कर वर्तमान की उस दिशा को ले लें तो यह V 100 होगा 10 धारा प्रवाह से इस 10 Ω प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाला V 100 को 10 से विभाजित करेगे यह धारा प्रवाह है 10 Ω इस बाहरी बाहरी दिशा का प्रतिरोध करेगी इसी प्रकार यहाँ भी यह V40 होगा यह V40 होगा और एक और बात यह है कि यह धारा स्रोत है यहाँ एक धारा स्रोत यहाँ है और यह 20 एम्पीयर है अर्थात् इसमें से प्रवाहित धारा 20 ऐम्पियर है तो यह भी छोड़ रहा है इसका मतलब है r क्या कॉल करें यदि अभी लागू करें r यह करंट भी छोड़ रहा है कि V 100 10 यह करंट भी निकल रहा है यह करंट भी निकल रहा है इसका मतलब है अगर KCL यहां लागू होता है तो KCL लागू होने पर यह एक सामान्य नोड है क्योंकि हर बार जब हम इसे एक साथ नहीं जोड़ रहे है तो यह समझ में आता है कि यह एक सामान्य नोड है इसलिए इसका मतलब है यह V 10010 होगा क्योंकि सभी धाराएं छोड़ रही हैं यह V40 छोड़ रही है यह 20 एम्पीयर करंट भी निकल रहा है क्योंकि यह एक करंट सोर्स 0 है अगर इसे हल करें तो V का मान मिलेगा तो हमे यह सपष्टकरने दे Refer Slide Time 0629 तो अगर ऐसा है तो V जो कुछ भी हमने लिखा है V मिलेगा 80 वोल्ट 80 वोल्ट अब V मिल रहा है 80 वोल्ट इसका मतलब है यह वोल्टेज यह वही चीज है Refer Slide Time 0641 मान लीजिए जो कुछ भी मिला है वह लिख दिया 80 वोल्ट और यह r प्लस जो कुछ भी है अब ऐसे KVL का उपयोग करते है तो अगर r इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो पहले टर्मिनल आयेगे VThevenin 0 इसका मतलब है कि 20 और V 80 VThevenin इसका मतलब है VThevenin 100 वोल्ट तो वही बात है एक यह गणना है जिसे बाद में ही सही पर पहले समझना होगा Refer Slide Time 0733 तो यह वास्तव में अब Voc Thevenin 100 volt वोल्ट प्राप्त कर रहा है तो शॉर्ट सर्किट द्वारा प्रतिस्थापित वोल्टेज स्रोतों के साथ सर्किट और एक खुले सर्किट द्वारा विधुत धारा स्रोतों को चित्र 47 चित्रित किया है Refer Slide Time 0745 अब यह एक धारा स्रोत था यहाँ R2 प्राप्त करने के लिए R2 प्राप्त करना है तो यह वर्तमान स्रोत खुला है और यह वोल्टेज स्रोत यहाँ शॉर्ट सर्किट है तो इस के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा यह पूरी तरह से अलग है कुछ भी नहीं है और बात यह है 5 Ω और यह वे शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब है इस 5 Ω का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है क्योंकि अगर केवल r समझ के लिए लें कि हम इस शाखा के लिए R 0 Ω लेते है अतः 0 Ω और 5 Ω r को समझने के लिए समानांतर में हैं तो 0 गुणा 5 भाजित 05 0 Ω तो R का अर्थ है इस 5 Ω का कोई प्रभाव नहीं है तो हम इसे यहाँ स्पष्ट कर दे इसका मतलब है अगर यह पता लगाने की कोशिश की जाए कि फिर क्या है तो बराबर किसके होगा तो बस समझने के लिए हम किसी तरह इसे यहाँ बना रहे है यह r 5 Ω 5 है यह r एक एम्पीयर 1 टर्मिनल 1 है Refer Slide Time 0841 फिर यह r r है जिसे 40 Ω कहते हैं और यह r 10 Ω है और यह जुड़ा हुआ है और यह r टर्मिनल २ है और यह r R2 है अर्थात् 40 और 10 समानांतर में हैं कि 5 श्रृंखला में है इसका मतलब है कि r R2 5 10 गुणा 40 को r 10 40 से विभाजित किया जाएगा इसका मतलब है 58 13 Ω क्योंकि 400 भागित 50 यह 8 Ω 5 30 Ω होगा तोहम इसे स्पष्ट कर दे तो इसका मतलब है यह 13 Ω होगा और यह r2 समकक्ष सर्किट है Refer Slide Time 0934 तो अगला वाला है दूसरा तो यह आशा है कि आपको यह समझ में आ गया है कि यह VThevenin है यह R2 है इसे VThevenin का पता लगाने के लिए उपयोग किया गया था केवल एक ही चीज़ मिलेगी हम जो मुझे यहाँ बतानी है VThevenin 100 वोल्ट यही कारण है कि यह ध्रुवता नीचे और यहाँ है इसलिए हमने V100 वोल्ट लिखा है तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए और यह r 13 Ω है यह r 13 Ω है तो इसे स्पष्ट कर दे तो थेवेनिन के प्रमेय का उपयोग करके चित्र 49 में दिखाए गए सर्किट के 10 Ω प्रतिरोधी के माध्यम से वर्तमान का निर्धारण किया जाता है Refer Slide Time 1021 10 Ω प्रतिरोध के माध्यम से धारा का पता लगाना है इसका मतलब है यहां 10Ω प्रतिरोध के माध्यम से वर्तमान का पता लगाना है जिसका मतलब है कि VThevenin प्राप्त करने के लिए 10 Ω 10 Ω प्रतिरोध खोलना होगा और इसी तरह वहां R2 का पता लगाना होगा तो और यह 36 वोल्ट है और यह कोई अन्य चीज नहीं है यह कोई अन्य विद्युत नहीं है संदर्भ समय 10 36 बस इन टर्मिनलों के बीच में यह 36 वोल्ट स्रोत जुड़ा हुआ है तो पहले इसे 10 Ω प्रतिरोध खुला लें तो अगर इसे खोलें तो इसे खोलने पर सर्किट इस तरह दिखता है तो यह 1 है यह 2 है Refer Slide Time 1050 तो यह हमारा Voc VTheveninहै और R2 के लिए उस वोल्टेज स्रोत को छोटा कर दिया गया है यह वोल्टेज स्रोत यहाँ छोटा है यह वोल्टेज स्रोत यहाँ छोटा है तो यह छोटा है यह R2 के लिए है और यह r के लिए है जिसे rVTheveninकहते हैं VTheveninके लिए इस सर्किट को हल करना है अब आगे बढ़ने से पहले अगर उस पर गौर करें तो यह करंट यह करंट यह मान लीजिए कि यह करंट यहाँ खुला है यह साइड ओपन है तो मूल रूप से इस स्रोत से वर्तमान i1 इस धारा को प्रवाहित कर रहा है यह खुला है कुछ भी नहीं जा रहा है तो यह i1 यहाँ आ रहा है यह r i1 है अब धारा i1 i2 के भाग से भाग इस प्रकार बह रहा है तो इस सर्किट में यह i1 i2 है और अंत में i1 i2 है और यह i2 यह पक्ष खुला है तो वही i2 करंट यहां बह रहा है और अंत में जब वे इसे यहां मिल रहे हैं तो अंत में यह i1 करंट इस स्रोत पर वापस आ जाएगा तो इस तरह से पहले सर्किट बनाना होगा तो इसके बाद r के लिए हल करना होगा i1 और i2 क्या कॉल करें अब सवाल यह है कि अगर इस सर्किट को देखें तो हमे उम्मीद है कि हमे यह समझ में आ गया होगा Refer Slide Time 1219 अब प्रश्न क्या है हम इसे स्पष्ट कर देते है अतः r के रूप में यह 20 Ω और 30 Ω श्रृंखला में है तो 203050 और दूसरा और यह एक और 50 यहाँ है इसका मतलब है यह 2030 50 और यह 50 वे के समानांतर में हैं अर्थात् 50 और 50 दोनों 50 समानांतर में हैं अर्थात् दोनों में समान मात्रा में धारा प्रवाहित होगी तो मैं इसे साफ़ कर दूं अर्थात जो भी धारा प्रवाहित हो रही है r यह i2 धारा यहां बह रही है 2 20 और 30 दोनों श्रृंखला में हैं और i1 i2 भी 50 से बह रही है इसका मतलब है i1 i2 i2 Refer Slide Time 1252 क्योंकि दोनों करंट इस करंट और i2 करंट दोनों को समान होना चाहिए क्योंकि दोनों 50 50 हैं क्योंकि2030 50 Ω इसका मतलब है 2 i2 r i1 यह है इसका मतलब है i2 r i1 भागित 2 क्योंकि यह एक वर्तमान विभाजन है यह एक वर्तमान विभाजन है तो इसका मतलब है यहाँ भी i1 भागित 2 बह रहा है और प्रभावी रूप से i1 भागित 2 बह रहा है एक बार ऐसा करने के बाद आसानी से r कौन सी कॉल आसानी से r कौन सी कॉल लागू कर सकती है r KVL उदाहरण के लिए KVL को इस तरह लागू कर सकते हैं KVL लागू कर सकते हैं इस तरह इसका मतलब है कि यदि यह i1 है तो यह धारा मूल रूप से i2 i1 भागित 2 होगी Refer Slide Time 1337 और यहाँ i1 i2 का अर्थ है कि यह भी i1 भागित 2 है तो इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए यदि यहां KVL लागू करते हैं तो यह दिखेगा कि क्या कॉल है अगर मैं इसे इस तरह 40 i1 यह बना देता हूं और यहां यह आर है यह वर्तमान वास्तव में i1 भागित 2 है क्योंकि वर्तमान विभाजन है तो 50 हम इस तरह 50 में i2 by 2 36 0 लिख देते है जिससे i1 जो मिलेगा वह मिलेगा तो अगर हम i1 प्राप्त करते है तो हमे इसके माध्यम से जाने देते है हम इसे पहले स्पष्ट कर देते है तो अगर इसके माध्यम से चलते है Refer Slide Time 1425 तो ये हम प्राप्त करते है जिस तरह से हल किया i1 मिलेगा 36 भागित 65 एम्पीयर और i2 सिर्फ i1 भागित 2 है तो यह 18 भागित 65 एम्पीयर है जो मिला तो i1 i2 मिल गया है तो आसानी से यह पता लगा सकता है कि मेरा VThevenin क्या है तो यह यह है फिर से हम इसे चिह्नित नहीं कर रहे है पर यह समझ में आता है अब अगर यहाँ r KVL को इस तरह से लगाते हैं अगर KVL को यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं Refer Slide Time 1456 तो यह 40 i1 है हम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं 20 i2 VThevenin 0 तो i1 मान डालें i2 मान VThevenin प्राप्त करेगा तो वह यह है कि इसे यहाँ किया गया है तो जो कुछ भी किया है Refer Slide Time 1515 यह होगा 360 भागित 13 वोल्ट यानी हमारा VThevenin 360 भागित 13 वोल्ट अब पता लगाना है कि वह r क्या है जिसे R r R2 कहते हैं तो अगर इस तरह सर्किट को फिर से तैयार करें यह टर्मिनल 1 है और यह टर्मिनल 2 है क्योंकि यह 1 है यह 2 है यह 1 है यह 2 है Refer Slide Time 1549 अब यह दो ये दो बिंदु एक सामान्य बिंदु है तो मूल रूप से जिस सर्किट को मैं इस तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूं यह 2 है यह 2 है और यह r 20 प्रतिरोध है यह r 20 Ω प्रतिरोध है अब मूल रूप से यह 40 और 50 यह 40 और 50 वास्तव में समानांतर में हैं तो यह 40 है और यह r 50 है और यह बिंदु r है यह बिंदु 2 है क्षमा करें यह बिंदु 1 है और फिर r जिसे कॉल करें 30 इस तरह से जुड़ा हुआ है यहाँ मतलब है कि हमने क्या किया हम इस बिंदु को यहां लाया इसका मतलब है 40 और 50 समानांतर में क्योंकि यहां कोई अन्य विद्युत तत्व नहीं है इसका मतलब है 40 और 50 समानांतर में क्योंकि यहां कोई अन्य विद्युत तत्व नहीं है तो 40 और 50 समानांतर में जो भी उस 20 के साथ आएगा वह श्रृंखला में है जो कुछ भी इसके साथ आएगा फिर से 30 इसके समानांतर हैं इसका मतलब है अगर हम इसे इस तरह बनाते है तो यह वास्तव में जो कुछ भी आता है वह 50 होगा हम इसे 40 के समानांतर बना रहे है जो कुछ भी यह 20 आएगा उस पर केवल 20 आएंगे जो कुछ भी होगा उसे उस 30 30 के साथ फिर से उसी के समानांतर में जोड़ दें जो भी आयेगा पता चल जायेगा तो यही वह कॉल है जो r R2 बन जाएगा हमे आशा है कि हम इसे समझ गए है इसका मतलब है मुझे इसे सपष्ट करने दें Refer Slide Time 1720 तो हमने यहाँ वही किया है तो हमने सीधे तौर पर कहा है कि 40 और 50 समानांतर में हैं कि 20 श्रृंखला में है और साथ में 30 फिर से समानांतर में है तो यह 13Ω तक r 228 हो जाएगा और हम यहाँ VThevenin होऊंगा क्योंकि इसे 10Ω प्रतिरोध 10Ω प्रतिरोध के माध्यम से धारा का पता लगाने के लिए कहा गया है तो r सर्किट VThevenin R2 नहीं है जो सीधे नहीं दिखाया गया है i VThevenin भागित R210 तो r R2 इतना हो रहा है और VThevenin 360 भागित 13 तो अंततः यह 360 भागित 358 एम्पीयर लगभग 1 एम्पीयर है जो कि i है तो हमे इसे स्पष्ट करने दें तो मुझे आशा है कि यह समझ में आ गया होगा Refer Slide Time 1808 इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी तो केवल r समझने के लिए हमने कई प्रकार की समस्याएँ ली हैं लेकिन c सर्किट के लिए याद रखें देखें कि यह बहुत अधिक समस्याएं नहीं होंगी क्योंकि समय सीमित है तो उदाहरण 20 चित्र 51 में दिखाए गए सर्किट के 2 Ω रेसिस्टर में करंट प्राप्त करते हैं थेवेनिन के प्रमेय का भी उपयोग करते हैं सुपर पोजिशन भी थेवेनिन वोल्टेज प्राप्त करने के लिए उपयोग करेंगे तो इस मामले में यह पता लगाना होगा कि 2 प्रतिरोध के माध्यम से कि वह धारा क्या है इसका मतलब है कि 2 Ω प्रतिरोध के माध्यम से धारा क्या होगी तो इसे पहले 2 प्रतिरोध से निकालना होगा और R2 औरVThevenin का पता लगाना होगा तो इस मामले में क्या होगा कि 2 Ω प्रतिरोध हटा दिया जाता है Refer Slide Time 1851 तो यह खुला होगा 2 प्रतिरोध खुला है और यहां एक वोल्टेज को चिह्नित किया है Va अन्य वोल्टेज Vb है Va का अर्थ है यह वोल्टेज यह r Va है और यह वोल्टेज इसे यहाँ मिलाता है यह Vb Vb है मान लें कि यह नोडल विश्लेषण में आधार है तो लागू होगा तो सवाल यह है कि ये 2 वोल्टेज लिया गया है लेकिन अंततः VThevenin प्राप्त करना है और यह 30 वोल्ट का स्रोत है एक 9 एम्पीयर स्रोत स्वतंत्र स्रोत है एक 4 एम्पीयर स्वतंत्र वर्तमान स्रोत है 2 धारा एक स्वतंत्र वर्तमान स्रोत है और 32 वोल्ट का एक स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत है अब क्या करें इस बिंदु पर KCL को नोड पर लागू करें अगर KCL लगाया जाए तो यह 9 एम्पीयर करंट इसमें प्रवेश कर रहा है तो 9 बना सकते हैं फिर यह 9 प्रवेश कर रहा है तो यह 5 प्रतिरोध है यह वोल्टेज Va है तो यह करंट निकल रहा है तो यह Va भागित 5 है तो 9 5 से Va बना सकता है यह धारा छोड़ रहा है और एक अन्य धारा यदि इस दिशा में ले जाती है तो यह 4 प्रतिरोध यहां है तो यह यहाँ r बना रहा होगा यह Va होगा यह वोल्टेज Vb Vb है जो r 4 से विभाजित है क्योंकि यह 4 प्रतिरोध है तो यह यहाँ r बना रहा होगा यह Va होगा यह वोल्टेज Vb Vb है जो r 4 से विभाजित है क्योंकि यह 4 प्रतिरोध है तो Va Vb को 4 से विभाजित किया जाता है यह Va बटा r 5 है यह V है यह r 9 Va बटा r 5 है तो यह Va भागित 5 Va है यह एक समीकरण है यह एक समीकरण है तो हम इसे स्पष्ट कर देते तो यह बाद के समीकरण हैं अब एक और है यदि लागू करें तो क्या आशा है कि हमने कुछ भी याद नहीं किया है यदि लागू करें तो नोड b पर KCL को क्या कॉल करें Refer Slide Time 2051 तो यह Va Vb में 4 से प्रवेश कर रहा है क्योंकि इसके माध्यम से यह 4 प्रतिरोध धारा Vb भागित 10 है और यह 4 एम्पीयर धारा इसमें प्रवेश कर रही है तो यह मूल रूप से 4 Va Vb को 4 से विभाजित करता है क्योंकि यह धारा भी प्रवेश कर रही है और यह धारा r Vb 10 से निकल रही है तो 2 समीकरण मिल गए और 2 समीकरण Va और Vb का उपयोग करके हल कर सकते हैं आशा है कि हमने कुछ भी याद नहीं किया है और यहाँ कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि यह खुला है तो यहाँ कोई करंट नहीं बह रहा है Refer Slide Time 2132 तो उन 2 समीकरणों को हमने यहां लिखा है यहां नोड पर एक समीकरण है और नोड a पर एक और b समीकरण है और Va और Vb के लिए इस समीकरण 1 और 2 को हल करें ऐसा करने पर Va 830 बटा 19 वोल्ट और Vb 810 भागित 19 वोल्ट मिलेगा Refer Slide Time 2146 इसलिए r V थेवेनिन प्राप्त करने के लिए r KVL को क्या कहते हैंउसे लागू करते है तो यह वोल्टेज Va है तो यह वास्तव में यह तीर है यह Va है और यह वोल्टेज r Vb है Refer Slide Time 2159 यदि मान लें कि यह आधार है इसलिए कि इसका मतलब है यह प्लस है और यह भी है तो अगर हम इस जाल में इस तरह KVL लागू करता हूं तो अगर इस तरह से आगे बढ़ें तो यह 32 होगा क्योंकि टर्मिनल पहले Va आ रहे हैं क्योंकि Va पहले आ रहा है तो Vb और वहाँ यह है VThevenin 0 इसका मतलब है VThevenin Va Vb 32 तो इसका मतलब हैइसे हम यहाँ स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 2253 इसलिए इसका मतलब है r जो कुछ भी लिखा है कि V Va Vb VThevenin 32 हमने जो लिखा है VThevenin Va Vb 32 जो हमने यहाँ लिखा तो डालिये ये सब चीजें जिससे VThevenin 30947 volt मिलेगी तो मतलब यहाँ ध्रुवता बना देगा जो नीचे की ओर होगी Refer Slide Time 2313 और इसी तरह R2 कि r R2 के लिए कि यह एक वोल्टेज स्रोत यहां है इसे छोटा किया गया है और वर्तमान स्रोत खुला है तो मूल रूप से क्या होता है यह 5 और 10 Ω श्रृंखला में हैं तो यह 510 15 Ω है तो यह खुला है 5 और 10 श्रृंखला में हैं कि 4 Ω समानांतर में है तो R2 15 गुणा 4 होगा जो 15 4 से विभाजित होगा जो कुछ भी आएगा वह r R2 होगा क्योंकि यह एक और 2 Ii का मतलब यह कुछ इस तरह है यह r एक है ये 2 खुले हैं यह 1 है और यह टर्मिनल 2 है यह एक है तो यह वास्तव में 4 Ω है और यहाँ इसका 510 है तो यहाँ यह वास्तव में 15 Ω है और यह 1 2 है तो 4 और 15 समानांतर में हैं तो जो कुछ भी आता है तो इस मामले में इसलिए R2 60 बटा 19 Ω आएगा Refer Slide Time 2416 अत थेवेनिन तुल्यांक r होगा Refer Slide Time 2420 अगर इस पर गौर करें तो ऐसा है क्योंकि VThevenin था 30947 तो यह यहाँ नीचे है और यह इस तरह से आगे बढ़ रहा है और यह R2 है उस 2 प्रतिरोध के साथ अभी कनेक्ट करें और करंट का मान प्राप्त करेगा तो i VThevenin भागित R2 2 यह 2 Ω और इन सभी मानों को रखें जो यह लगभग 6 एम्पीयर है Refer Slide Time 2458 तो अब अगला इस चीज़ के सर्किट में दिखाए गए थेवेनिन वोल्टेज को प्राप्त करता है अब सुपर पोजिशन प्रमेय का उपयोग करके थेवेनिन वोल्टेज भी क्या प्राप्त कर सकता है क्योंकि 3 स्रोत सिर्फ कुछ दिखाने के लिए हैं 3 स्रोत एक वोल्टेज स्रोत 2 वर्तमान स्रोत एक समय में केवल एक स्रोत पर विचार करते हैं यह वही उदाहरण आर सुपर पोजीशन प्रमेय का उपयोग करके थेवेनिन वोल्टेज प्राप्त करता है क्योंकि 3 स्रोत एक समय में केवल एक ही लेते हैं बस दिखाने के लिए है तो इस मामले में r यदि ऐसा है तो इस मामले में पहले वोल्टेज स्रोत पर विचार करें और r यह एकमात्र वोल्टेज स्रोत है यह वर्तमान 2 स्रोत बंद हैं और वर्तमान यहाँ है i1 i2 जो i1और i2 के लिए हल बाद में हम इसका समाधान देगे नहीं तो इसमें अधिक समय लगेगा तो i1 और i2 Refer Slide Time 2554 तो अगला है कि केवल 9 एम्पीयर वर्तमान स्रोत पर विचार करें यह r 9 एम्पीयर धारा स्रोत है यह 9 एम्पीयर धारा स्रोत और यह धारा स्रोत छोटा है और यह धारा स्रोत एक समय में केवल एक ही तरफ से खुला है और धारा यहां i3 और i4 हल करने के लिए i3 और i4 के लिए हल करना है Refer Slide Time 2617 अगला यह यह है कि r 4 एम्पीयर धारा स्रोत है लेकिन अन्य 2 लेकिन अन्य 2 यह छोटा वोल्टेज स्रोत है शॉर्ट वोल्टेज स्रोत यहां था और यह चालू है यह खुला है तो यह i5 और i6 है जिसे इन सभी चीजों को प्राप्त करना है तो सभी सभी सभी a b c 3 सर्किट थे a b c a b c सब कुछ यहाँ लिखा गया है तो यह सिर्फ सुपर पोजीशन प्रमेय दिखाने के लिए है अगला यह है कि जब इसे हल करें तो आकृति a से देखें कि यह सब कुछ समाधान दिया गया है Refer Slide Time 2654 और इसी तरह आकृति b आकृति a को i1 0 i2 0 दिया गया है Refer Slide Time 2701 इसी तरह आकृति b r i3 663 एम्पीयर i4 237 एम्पीयर है कृपया इसे हल करें हर तरह से जो हमने यहां लिखा है लेकिन कृपया इसे हल करें और इसी तरह आकृति c i5 के लिए 211 एम्पियर और i6 189 एम्पीयर दिया गया है Refer Slide Time 2719 अब हम 5 Ω प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा जो कि i5 लिख रहे है i1i3i5 बस इसे सुपर पोजीशन 874 एम्पीयर जोड़ें इसी तरह 10 Ω प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा यहां i2 i4i6 है यह 426 एम्पीयर आ रही है तो Va 5 से प्रवाहित धारा में i5 r 5 Ω प्रतिरोध यानी i5 लिख रहे हैं यानी 5 गुणा 874 437 वोल्ट और Vb r 10 के अंदर i10 Ω लिख रहे हैं जो 10 Ω प्रतिरोध से प्रवाहित हो रहा है तो 10 गुणा 46 तो 426 वोल्ट इसलिए VThevenin Va Vb 3 शुरुआत में मैंने के लिए लिखा है तो Va Vb डालें और सुपर सुपर पोजीशन का उपयोग करके 309 वोल्ट समान चीज़ प्राप्त करेगा इसमें बहुत समय लगता है Refer Slide Time 2810 अगला r नॉर्टन प्रमेय है तो नॉर्टन की प्रमेय यह नॉर्टन की प्रमेय है तो नॉर्टन प्रमेय कहता है कि एक रैखिक 2 टर्मिनल सर्किट को एक समकक्ष सर्किट द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक धारा स्रोत i N होता है जो एक प्रतिरोधक R n के समानांतर होता है नॉर्टन सर्किट केस में R नॉर्टन और R2 वे शुरुआत में वही हैं जो मैं कह रहा हूं कि R नॉर्टन R2 जो चीजें शुरू करते हैं मुझे लगता है कि थेवेनिन ने ये चीजें अठारह 100 दीं हमे लगता है कि 92 उन्होंने दिया और नॉर्टन शायद 1933 या 37 सटीक हम सटीक एक बात गये है और इसका मतलब है लगभग 40 से अधिक वर्षों के बाद हैं तो कभी कभी स्रोत परिवर्तन थेवेनिन नॉर्टन परिवर्तन कहते हैं क्योंकि थेवेनिन वोल्टेज स्रोत और प्रतिरोध देता है जब नॉर्टन में परिवर्तित होता है तो यह एक धारा स्रोत होगा और थेवेनिन प्रतिरोध में समानांतर में प्रतिरोध वोल्टेज स्रोत के साथ श्रृंखला में होता है Refer Slide Time 2912 तो जहां i N टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट करंट देता है जो देगा और R n इनपुट या टर्मिनल पर समकक्ष प्रतिरोध जब स्वतंत्र स्रोतों को बंद कर दिया जाता है तो यह r R2 R नॉर्टन जैसा ही होता है Refer Slide Time 2926 तो इसका मतलब है R Norton R2 हमारा विचार है R2 प्रमेय को ओपन सर्किट वोल्टेज में ले इस अवस्था में हमे r को कॉल करना होगा शोर्ट सर्किट करंट के लिए Refer Slide Time 2936 इसका मतलब है यह एक रैखिक 2 टर्मिनल सर्किट है यह एक रैखिक है यह वास्तव में r iNorton है iNorton i शॉर्ट सर्किट और नॉर्टन प्रतिरोध कुछ भी नहीं है लेकिन एक Thevenin प्रतिरोध समान है तो iNorton iSC का मतलब शॉर्ट सर्किट है और अगर यह r शॉर्ट सर्किट करंट है तो iNorton iSC होगा तो इस मामले में पता करें कि शॉर्ट सर्किट करंट क्या है और फिर थेवेनिन प्रतिरोध का पता लगाना है और यह नॉर्टन और R2 नॉर्टन प्रतिरोध संदर्भ समय 3011 धारा स्रोत दोनों समानांतर में होंगे तो यह सिर्फ थेवेनिन के मामले में खुला सर्किट था नॉर्टन के मामले में यह होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा तो और फिर शॉर्ट सर्किट करंट iSC का पता लगाना होगा जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन iNorton और R नॉर्टन के लिए r R2 के समान है तो हम इसे स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 3039 तो इसके साथ यह सब कुछ यहाँ है इसके माध्यम से जा सकते हैं तो हमने जो कुछ भी बताया iNorton iSC Refer Slide Time 3048 इसलिए इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमने टर्मिनल 1 2 को छोटा बताया और इसे iSC r iNorton बना दिया तो वह r शॉर्ट सर्किट करंट है तो नॉर्टन करंट का पता लगाना इसका मतलब है iNorton रूप से VThevenin भागित R2 है Refer Slide Time 3103 यह विचार कभी कभी कॉल होता है कि यह मूल रूप से थेवेनिन नॉर्टन परिवर्तन है मान लीजिए कि थेवेनिन प्रमेय इसे यहां बना रहा है केवल थेवेनिन प्रमेय मान लीजिए यह r VThevenin मिला यह r VThevenin मिला और r यह r R2 है यह r R2 है और यह टर्मिनल एक है और यह टर्मिनल 2 है यह r R2 है और अगर स्रोत परिवर्तन के लिए जाते हैं तो यह r iNorton होगा और यह मूल रूप से r होगा R2 R नॉर्टन दोनों समान हैं और यह टर्मिनल 1 2 है इसका मतलब है कि iNorton स्रोत परिवर्तन VThevenin R2 द्वारा तो कभी कभी कॉल करें कि यह मूल रूप से R2s नॉर्टन ट्रांसफ़ॉर्मेशन है इसलिए क्योंकि यह वोल्टेज स्रोत श्रृंखला प्रतिरोध में है वहां प्रतिरोध के साथ समानांतर में धारा स्रोत होगी Refer Slide Time 3205 तो यह सब बातें यहाँ लिखी गई हैं यह सब बातें यहाँ केवल लिखने के लिए लिखी गई हैं लेकिन हमने बताया है कि इसका सार क्या है Refer Slide Time 3214 तो यह सब चीजें और जिस तरह से वेनिंस सिद्धांत या प्रतिरोध मिला उसी तरह नॉर्टन प्रतिरोध तो VThevenin Voc और iNorton i s c तो R2 मूल रूप से VThevenin by iSC R Norton Voc VThevenin है Refer Slide Time 3221 तो R2 मूल रूप से r VThevenin iSC द्वारा वह r प्राप्त करेगा जिसे नॉर्टन प्रतिरोध के समान हैं Refer Slide Time 3243 तो यह सिर्फ एक उदाहरण के साथ चित्र 58 में दिखाए गए सर्किट के नॉर्टन समकक्ष सर्किट को निर्धारित करें तो नॉर्टन समकक्ष सर्किट प्राप्त करने के लिए इस एक 2 एम्पीयर धारा स्रोत है और 4 Ω 2 Ω 5 Ω पर एक 10 वोल्ट स्रोत है और 2 Ω प्रतिरोध हैं नॉर्टन समकक्ष सर्किट प्राप्त करने के लिए पहले आर नॉर्टन आर नॉर्टन R2 इसका मतलब है धारा स्रोत खुला है और वोल्टेज स्रोत छोटा है यानी अगर अब अगर ऐसा है तो देख सकते हैं कि यह खुला है तो 2 Ω 4 Ω और 2 Ω ये 3 प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में हैं Refer Slide Time 3320 तो कुल होगा 242 8 Ω हैं कि 5 समानांतर में है तो R नॉर्टन r 85 होगा तो यह 40 भागित 13 है तो R नॉर्टन कुछ भी नहीं है लेकिन R2 एक ही चीज है जिस तरह से थेवेनिन को मिलता है उसी तरह आर नॉर्टन को मिलता है यह वही बात है बस एक मिनट इसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट का पता लगाना है तो थेवेनिन समकक्ष सर्किट 1 और 2 में क्या खुला है लेकिन यहां इसे छोटा किया गया है और iSC मिला है तो यह शॉर्ट सर्किट करंट iSC है और इस मामले में i1 ले रहा है और यह i1 भी है यह मूल रूप से 2 एम्पीयर ऊपर की ओर जा रहा है Refer Slide Time 3401 तो i1 2 एम्पीयर तो इस मामले में यदि इसे लागू करें तो यह r 2 Ω क्या कॉल है तो इस मामले में अगर हम r KVL लागू करता है तो मान लीजिए कि हम इस तरह से लेते है और हम r KVL लागू करते है तो यह करंट ले रहा है i जिसे r शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं इसका मतलब है यहां कोई वर्तमान नहीं है 5 5 Ω यह चीज प्रतिरोध वास्तव में यह अप्रभावी होगा क्योंकि यह छोटा है तो करंट ऐसे ही बहेगा इसीलिए इसे इस तरह दिखाया जाता है क्योंकि यह शॉर्ट होता है अब यहां KVL कौन सी कॉल करें लागू करें r i क्या कॉल i2 मिलेगा अगर हम इसे इसके लिए लिखते है तो यह22 Ω5 Ω2 Ωहै Refer Slide Time 3455 तो 252 तो यह 9 i2 इस तरह चल रहा होगा 9 i2 और फिर और r i2 मूल रूप से iSC क्योंकि यह iSC ने i2 i s c लिया है फिर 10 क्योंकि एनकाउंटर टर्मिनल पहले फिर r4 के अंदर i2 i1 0 क्योंकि इस तरह से घूम रहे हैं तो 4 गुणा i2 i1 और हमने पहले i1 2 एम्पीयर बताया तो यहाँ i1 2 एम्पीयर डालें और फिर i2 के लिए हल करें और यह है और शेकन सर्किट शेकन सर्किट r के लिए दिया जाता है जिसे r2 कहते हैं यहाँ इसे i3 और i4 Voc केवल गणना VThevenin के उद्देश्य से दिया गया है Refer Slide Time 3541 अब बहुत सी चीजों को हल करने के बाद इसे आसानी से हल कर सकते हैं तो नॉर्टन ने दिया जो हमने यहाँ बताया 3007 हमने बताया कि यह कैसे आएगा Refer Slide Time 3550 और इसी तरह i1 हमे 2 एम्पीयर बताया और हमने इसका समीकरण दिया कि इसे कैसे प्राप्त करें 8 i2 4 i1 10 लेकिन i1 VThevenin 2 तो i2 225 एम्पीयर मिलेगा Refer Slide Time 3559 यानी हमे शॉर्ट सर्किट i2 225 एम्पीयर भी बताया वैकल्पिक रूप से i n VThevenin को R2 द्वारा समान रूप से निर्धारित करें क्योंकि स्रोत परिवर्तन हमे थेवेनिन नॉर्टन परिवर्तन से वास्तव में बताया था तो हमे i n VThevenin द्वारा R2 को बताया तो अगर थेवेनिन को इस सर्किट के बराबर हल करें अगर इसे हल करें तो इस सर्किट को हल करें क्योंकि अब इसे हल करना जानते हैं Refer Slide Time 3636 तो अगर इस सर्किट को हल करेंगे तो r i3 i4 मिलेगा i3 को 2 एम्पीयर और i4 138 एम्पीयर मिलेगा तो VThevenin को 5 i4 मिलेगा जो कि 6923 वोल्ट है इसलिए iNorton VThevenin द्वारा R thethevenin R2 6923 बटा 3007 225 एम्पीयर इसी तरह यहाँ हमे शॉर्ट सर्किट करंट मिला है जो कि यानी r iNorton है Refer Slide Time 3703 क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट करंट i n r i शॉर्ट सर्किट है यानी r नॉर्टन करंट 225 एम्पीयर तो यहाँ यह भी मिला कि r समान चीज़ का उपयोग करके यहाँ क्या कॉल करें Refer Slide Time 3717 वह Thevenin R2 r iNorton मूल रूप से यह शॉर्ट सर्किट करंट है तो मूल रूप से यह R2 द्वारा VThevenin है तो 225 और R R2 R Norton वही यह Voc द्वारा i o ci s c iSC है इसका मतलब है VThevenin शॉर्ट सर्किट करंट द्वारा यहाँ भी 3007 Refer Slide Time 3738 बस इसे सत्यापित करने के लिए थेवेनिन और नॉर्टन को यहाँ दिखाया गया है इसलिए यह वास्तव में थेवेनिन के समकक्ष है और यह नॉर्टन के समकक्ष है इसका मतलब है कि अगर VThevenin को R2 से भाग दें तो iNorton यानी 225 एम्पीयर मिलेगा और R n 3007 Ω यह समानांतर में है और iNorton VThevenin भागित R2 हमे आशा है कि हम इसे समझ गया है तो मूल रूप से थेवेनिन का नॉर्टन ट्रांसफ़ॉर्मेशन या नॉर्टन थेवेनिन का ट्रांसफ़ॉर्मेशन सोर्स ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऐसा ही है Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Dimension डायमेंशन आयाम Aggregation एग्रीगेशन एकत्रीकरण Key point की पॉइंट मुख्य बिंदु